बैटरी का एक अन्य महत्वपूर्ण मापदंड उसका C रेट है C रेट क्या है जिस दर से बैटरी की कैपेसिटी बनती है जिसे हम चार्ज होना कहते हैं अथवा लोड के माध्यम से डिस्चार्ज होती है बैटरी का C रेट कहलाता है C रेट सामान्यतः बैटरी के डिस्चार्ज करंट को दर्शाता है किंतु आजकल बैटरी की चार्जिंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है आपने देखा होगा कि बैटरी के फ़ास्ट चार्जिंग सुपर फ़ास्ट चार्जिंग जैसे अभिलक्षणों का प्रयोग व्यावसायिक रूप में होने लगा है अतः डिस्चार्ज करंट के साथ ही चार्जिंग करंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है अतः आजकल C रेट का अर्थ बैटरी की केपेसिटी बनने अर्थात चार्ज होने की दर से अथवा उस दर से है जिससे वह डिस्चार्ज होती है हमारे पास एक सरल समीकरण है IB CN जहां IB बैटरी का औसत करंट है C बैटरी की एंपियर ऑवर कैपेसिटी है तथा N उन घंटों की संख्या है जिनमें बैटरी निरंतर डिस्चार्ज होती है एक सरल उदहारण लेते हैं एक 20 एंपियर ऑवर की बैटरी जो 10 घंटों तक डिस्चार्ज होती है उसके लिए IB का मान 20 एंपियर ऑवर बटा 10 घंटा अर्थात 2 एंपियर होगा किंतु इसका अर्थ यह है कि एक 20 एंपियर ऑवर की बैटरी एक लोड को 10 घंटों तक 2 एंपियर औसत करंट प्रदान कर सकती है ध्यान दें 2 एंपियर औसत करंट 2 एंपियर डिस्चार्ज करंट एक लोड को 10 घंटों तक अतः 2 10 20 एंपियर आवर कैपेसिटी और डिस्चार्ज करंट का आदर्श संबंध होगा किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है एक 20 घंटा 20 एंपियर आवर बैटरी को यदि आप 2 एंपियर औसत करंट की दर से 10 घंटों तक चार्ज करते रहे हैं तो यह 20 एंपियर आवर से कहीं ज्यादा होगा अथवा आप कह सकते हैं कि 20 एंपियर आवर की खपत 10 घंटों के बहुत पहले ही हो जाती है आपको इसे कुछ इस तरह पढ़ना चाहिए कि कुछ क्षतियों के कारण 20 एंपियर बैटरी 2 एंपियर औसत करंट 10 घंटों से कम के लिए प्रदान कर सकती है अतः आपको इसे ही व्यवहार में लाना चाहिए न कि जो आदर्श है किंतु फिर भी एक मानदंड के रूप में हम इसी समीकरण का प्रयोग करते हैं C रेट का लाक्षणिक विचरण अर्थात C रेट के साहित्य में और वेब पर कई निरूपण उपलब्ध हैं संभवतः यहां कुछ उदाहरण आपको कुछ अंतर्दृष्टि पूर्ण विचार प्रदान करेंगे C10 का अर्थ है कैपेसिटी का दसवां हिस्सा डिस्चार्ज करंट होगा इसे C10 के रूप में भी दर्शाया जाता है ध्यान दें 10 को C के दाईं ओर लिखते हैं तो C रेट का मान C10 होगा जिसका अर्थ है कि इतनी कैपेसिटी देने के लिए यह डिस्चार्ज करंट की मात्रा इतने घंटों के लिए प्रवाहित होती है C5 को कहीं कहीं C5 के रूप में भी दर्शाया जाता है इसका अर्थ है कि डिस्चार्ज करंट C5 है इसी तरह से C05 को C05 के रूप में अथवा 2C के रूप में भी दर्शाया जाता है यहां ध्यान दें कि पूर्णांक संख्या C के बांई ओर दर्शाई गई है तथा डिस्चार्ज करंट C05 अथवा 2C है तो जो अधिक प्रचलन में है वह संभवतः कुछ इस तरह से है आप देख रहे हैं कि या तो C के दाईं ओर एक पूर्णांक है अथवा बाईं ओर एक पूर्णांक है इस तरह से हमें अलग अलग C रेट जैसे C10 C20 इत्यादि अथवा 20C 10C 2C इत्यादि प्राप्त होते हैं सामान्य रूप में यदि C के बाईं ओर एक पूर्णांक है तो इसका आप कैपेसिटी में गुणा करते हैं और यदि C के दाईं ओर एक पूर्णांक है तो आप कैपेसिटी को विभाजित करते हैं तो यदि यह C10 है तो डिस्चार्ज करंट जो कि यह प्रदान करने में समर्थ है C10 है यदि यह C20 है तो डिस्चार्ज करंट जोकि यह बैटरी प्रदान करने में समर्थ है C20 है यदि यह 20C है तो डिस्चार्ज करंट जो कि बैटरी डिस्चार्ज करने में समर्थ है 20 गुणित C है इसी तरह से 2 गुणित C इत्यादि इस तरह आप देखते हैं कि C रेट एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मापदंड है विशेषकर तब जबकि आप बैटरी की साइज़िंग कर रहे हों एक सरल बैटरी परिपथ को लें बैटरी एक लोड RL से चित्र में दर्शाए अनुसार जुड़ी हुई है मान लेते हैं कि डिस्चार्ज करंट id है इसे चिन्हित कर लेते हैं बैटरी लोड की ओर डिस्चार्ज हो रही है और id बैटरी से बाहर की ओर तथा लोड में चित्र में दर्शाए अनुसार प्रवाहित हो रहा है बैटरी के सिरों के मध्य वोल्टेज vb है अब इस सरल परिपथ के लिए समय को x अक्ष पर लेकर एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ दर्शाया गया समय डिस्चार्ज का व्यतीत हो चुका समय है आप RL का कुछ ऐसा मान निश्चित करते हैं कि कुछ डिस्चार्ज करंट इस लोड से कुछ समय t के लिए प्रवाहित हो तब id गुणित t वह एंपियर आवर होगा जो कि बैटरी से डिस्चार्ज होता है अर्थात बैटरी से डिस्चार्ज होने वाली कैपेसिटी y अक्ष पर बैटरी वोल्टेज वोल्ट में है आदर्श रूप में हम उम्मीद करते हैं कि बैटरी वोल्टेज vb स्थिर रहे इसका मान एक नियतांक हो उस स्थिति में भी जबकि डिस्चार्ज करंट id कितने भी समय तक बाह्य लोड RL से प्रवाहित होता रहे हम इस लोड को एक रिओस्टेटिक प्रतिरोध के रूप में ले सकते हैं और इसका मान बदल बदल कर डिस्चार्ज करंट id के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं डिस्चार्ज करंट का मान कुछ भी हो आदर्श स्थिति में बैटरी वोल्टेज vb इस तरह स्थिर रहेगा जबकि डिस्चार्ज करंट कितने भी अधिक समय तक प्रवाहित होता रहे जब तक कि बैटरी की संपूर्ण कैपेसिटी समाप्त ना हो जाए उस स्थिति में बैटरी अपना सारा चार्ज खो चुकी होगी और वोल्टेज यहां दिखाए अनुसार तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा तो यह एक आदर्श अभिलाक्षणिक है और वास्तविकता में आप इस तरह का अभिलाक्षणिक नहीं देखेंगे मान लेते हैं कि RL का मान हमने कुछ निर्धारित कर दिया है तथा कुछ id लोड प्रतिरोध से प्रवाहित हो रहा है वास्तविक अभिलाक्षणिक कुछ इस तरह का होगा जैसे जैसे id बैटरी से प्रवाहित होना शुरू होगा समय के साथ वोल्टेज गिरता जाएगा चार्ज निकाला जा रहा होगा और बैटरी का वोल्टेज चित्र में दिखाए अनुसार कम होता जाएगा वोल्टेज में यह गिरावट बैटरी के परिवर्तनशील आंतरिक प्रतिरोध में वोल्टेज खो जाने की वजह से है बैटरी का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे इस तरह दिखाते हैं इस प्रतिरोध को हम RB कहेंगे RB कोई स्थिर प्रतिरोध नहीं है यह एक परिवर्तनशील प्रतिरोध है यह एक नॉनलीनियर प्रतिरोध है यह कई मापदंडों जिनमें कि बैटरी का रसायन शामिल है का फलन है किंतु RB सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से बैटरी के डेप्थ आफ डिस्चार्ज का फलन है वह स्तर जहां तक कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है जब यह पूर्णतया चार्ज है तब RB का मान कम बहुत कम होगा और जैसे जैसे बैटरी से अधिक से अधिक चार्ज निकाला जाएगा RB का मान बढ़ता जाएगा इसे ही यहां दिखाया गया है यहां जबकि बैटरी अधिक डिस्चार्ज नहीं हुई है अधिक समय नहीं बीता है आप देखेंगे कि RB का मान कम है तथा VB का मान पूर्णतया चार्ज बैटरी के वोल्टेज के लगभग बराबर है जैसे जैसे समय बीतता है id बैटरी से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है id गुणित t चार्ज की वह मात्रा होगी जो कि बैटरी से निकाली जाती है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे चार्ज निकाला जाता है डेप्थ ऑफ़ चार्ज बढ़ता है RB भी बढ़ता है तथा RB के सिरों के मध्य वोल्टेज में अधिक गिरावट होती है इसलिए बैटरी के सिरों के मध्य वोल्टेज vb इस तरह गिरता है मान लेते हैं कि यह अभिलाक्षणिक C10 अथवा C10 रेटिंग के लिए है अर्थात यदि बैटरी की कैपेसिटी C हो तो RL का मान ठीक से निर्धारित कर लेने पर C10 करंट की मात्रा बैटरी से डिस्चार्ज हो रही है अब यदि RL का मान पुनः निर्धारित कर लेने पर id का एक नया मान प्राप्त होता है जैसे C5 अर्थात कैपेसिटी के पांचवें हिस्से के बराबर मात्रा डिस्चार्ज होती है आप पाएंगे कि परिवर्तनशील प्रतिरोध कहीं अधिक तेजी से बढ़ता है और वोल्टेज में होने वाली गिरावट भी कहीं अधिक तेज होती है अतः C1 तथा C05 अथवा 2C आप देखेंगे कि चार्ज करंट की मात्रा और C रेट के साथ वोल्टेज में गिरावट बहुत तेजी से होती है जैसे कि यहां दिखाया गया है इस प्रकार आप यह वक्रकुल देखते हैं जिसमें कि तीर का निशान डिस्चार्ज करंट id के बढ़ते हुए मान को दर्शाता है इस प्रकार यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि C रेट बैटरी के चयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यदि आप एक ऐसी बैटरी चाहते हैं जिसका एक निश्चित डिस्चार्ज समय हो तथा जिसके सिरों के बीच वोल्टेज एक तय सीमा में हो तो आपको एक उचित C रेट वाली बैटरी का चयन करना होगा अतः एक उचित C रेट तथा साथ ही एक उचित डेप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज महत्वपूर्ण हैं अतः किसी अनुप्रयोग के लिए बैटरी का चयन करते समय इन महत्वपूर्ण मापदंडों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए